आइए अब एनालॉग परिपालन द्वारा स्पेस वेक्टर PWM उत्पादन पर चर्चा करें इसका अर्थ यह होगा कि डिस्क्रीट प्रकरण की तरह हम ऑप एम्प्स का उपयोग कर रहे हैं सिद्धांत समान है तुलना रजिस्टर्स के बजाय हम बस ऑप एम्प्स का उपयोग कम्पैरेटर्स के रूप में करेंगे और टाइमर के बजाय हम एक त्रिकोण वेव उत्पादक का उपयोग करेंगे Ts अवधि के इस तरह के त्रिकोणीय कैरियर पर विचार करें और फिर इस त्रिकोणीय कैरियर से मैं एक और त्रिकोणीय कैरियर उत्पन्न करूंगा जो इस प्रकार से थोड़ा ऑफसेट है कारण शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगा और हम कहेंगे कि अब मैं कुछ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल vc के साथ इसकी तुलना कर रहा हूं मुझे अब प्रतिच्छेदन बिंदुओं को नीचे लाना है प्रत्येक कैरियर के संबंध में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को नीचे ले आए नीला शीर्ष कैरियर और हरा नीचे वाला कैरियर प्रतिच्छेदन बिंदु इस तरह हैं मैं उन्हें नीचे ला रहा हूं और मुझे दो अक्ष समय अक्ष लेने दे दोनों समय अक्ष हैं और हमें कहने दें कि ये इन्वर्टर की एक आर्म के लिए एक शीर्ष स्विच का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरा नीचे वाले स्विच का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो हम कहते हैं यह इन्वर्टर का a आर्म है यह शीर्ष स्विच है यह नीचे वाला स्विच है तो हम कहते हैं शीर्ष स्विच के लिए मैं कुछ इस तरह से दूंगा एक कंपैरेटर प्लस माइनस इस तरह से और हमें कहते हैं अगर मैं इसे vc के रूप में कह रहा हूं तो मैं vc को पॉजिटिव पर दूंगा और नेगेटिव पिन को मैं इस तरह से नीला त्रिकोणीय कैरियर दे दूंगा अब वह कौन सा आउटपुट है जो शीर्ष स्विच में जाना है इसे a कहिए अब जब भी vc त्रिकोणीय कैरियर से अधिक होगा तो यह उच्च होगा तो vc त्रिकोणीय नीले कैरियर से अधिक है यह उच्च है आप देखते हैं कि नीला प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ है यह नीचे जाएगा और फिर इस पॉइंट पर आएगा और फिर यहाँ नीचे जाएगा इस तरह से ऊपर आएगा अब नीचे के स्विच के लिए मैं इस तरह के एक और कंपैरेटर का उपयोग करूंगा और अब मैं माइनस पिन के लिए vc और प्लस पिन के लिए मैं उस हरे त्रिकोणीय कैरियर को दूंगा जो कि ऑफसेट है तो अगर वह a था तो यह a बार होगा तो अब a बार इसलिए जब भी त्रिकोण vc से अधिक होगा तो यह पॉजिटिव होगा तो आप यहां प्रतिच्छेदन बिंदुओं को देखते हैं यह इस तरह से इस तरह से पॉजिटिव होगा तो अब आप इसका सुंदर पहलू देखें कि परिवर्तनकाल के दौरान यह प्रत्यक्ष 180o उलटा नहीं है जैसा कि मैं पहले कह रहा था आपको एक डेड समय देना होगा जब यह ऑन से ऑफ में परिवर्तित हो रहा है या यह ऑफ से ऑन परिवर्तन कर रहा है यहां एक अवधि है जिसे डेड समय कहा जाता है इसी तरह जब यह उच्च से निम्न में परिवर्तित हो रहा है और यह निम्न से उच्च में एक ऐसी अवधि है जहाँ दोनों के बंद होने पर एक डेड समय होता है इसे डेड समय कहा जाता है ताकि अवस्था बदलने के लिए ऊपर और नीचे के स्विच को पर्याप्त समय दिया जाए क्योंकि उनके पास गिरने और उठने का सीमित समय है वे व्यावहारिक स्विच हैं तो इस समय अंतराल को डेड समय कहा जाता है आप इस प्रकार से एनालॉग केस में एक ही आवृत्ति के दो कैरियर के बीच इस छोटी सी ऑफसेट को डाल कर डेड समय को शामिल करते हैं जहां डिस्क्रीट प्रकरण में आप एक छोटे से कम बिट काउंटर को लेते हैं और गिनती के मान को समायोजित करके डेड समय को समाविष्ट करते हैं यह सैद्धांतिक रूप से एनालॉग में कार्यान्वित करने का तरीका होगा एक और छोटी वस्तु है जिसे आपको शामिल करने की आवश्यकता है जो तीसरे हार्मोनिक्स ट्रिप्लन हार्मोनिक्स को डाल रहा है क्यों और कैसे मैं वह बताऊंगा तो हम कहते हैं कि यह प्रत्येक फेज़ प्रत्येक आर्म्स के लिए किया जाता है अर्थात् आपके पास तीन फेज़ के लिए तीन आर्म्स है मुझे बस इस परिपालन को पहले Ngspice स्कीमैटिक में दिखाने दें और फिर मैं संशोधन पर वापस आऊंगा हमें इस पर काम करने की जरूरत है तो आप यह स्कीमैटिक gschem svpwmsch में देखें और पृष्ठ सीमा के भीतर मेरे पास सर्किट है और पृष्ठ सीमाओं के बाहर मेरे पास सर्किट के कुछ भाग हैं जैसे कि यह स्रोत DC पावर सप्लाई और यहाँ बाहर कुछ फ़िल्टर ये वास्तव में PWM सर्किट का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि अगर मुझे इसमें से एक PCB बनाना है तो मुझे केवल उसी चीज का उपयोग करना होगा जो पृष्ठ के अंदर हो और फिर जहाँ भी ये आइटम संलग्न हों वहां कनेक्टर लगाएं इसलिए मैंने इन सभी बाहरी घटकों को अनुकरण के उद्देश्यों के लिए रखा है और जो कुछ अंदर है वह सीधे PCB बनाने के लिए भेजा जा सकता है ठीक है अब ये ऑप एम्प्स इनके प्रतीक और इन ऑप एम्प्स के मॉडल edt01sub में हैं प्रतीक मैंने पहले ही आपके लिए अपने पहले संसाधन में प्रदान किया है अब मैं इस भाग की व्याख्या करूँगा अभी के लिए यह आंतरिक वर्ग खंड इसे भूल जाएं हम केवल त्रिकोण और तुलना देखें अब यह भाग त्रिकोण उत्पादक है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मैं इसका विस्तार करता हूं तो ज़ूम इन करें तो मेरे पास यहां ऑप एम्प् है यह कुछ भी नहीं है लेकिन एक इंटीग्रेटर है और इंटीग्रेटर का आउटपुट की तुलना की जाती है यह हिस्टैरिसीस कंपैरेटर है तो हम कहते हैं एक निश्चित समय पर जब यह उच्च हो जाता है तो यह नीचे की तरफ इंटीग्रेट होने लगता है कैपेसिटर के कारण यह डिस्चार्ज हो जाएगा और यह वोल्टेज नीचे जा रहा है और जैसे जैसे यह नीचे जा रहा है जो भी हिस्टैरिसीस ट्रिप पॉइंट सीमा होएक बार यह उसे पार कर लेगा तो यह कम हो जाएगा और फिर से यह बढ़ने लगेगा क्योंकि वहाँ वहाँ यहां अवस्था में बदलाव है अब करंट प्रवाहित होता है इस कैपेसिटेंस को चार्ज करता है और फिर बढ़ेगा और फिर यह ऊपर के ट्रिप पॉइंट से अधिक हो जाता है इससे स्थिति बदल जाएगी इत्यादि तो आप इस पॉइंट पर यहां एक त्रिकोण वेवफॉर्म प्राप्त करेंगे आप अनुकरण कर सकते हैं और फिर जांच कर सकते हैं कि और अगला मैं क्या कर रहा हूं मैं इस ऑफसेट बदलाव को समाविष्ट कर रहा हूं मैं इस त्रिकोण का उपयोग कर रहा हूं और जोड़ रहा हूं अब हम कहते हैं यहाँ एक रेज़िस्टेर डिवाइडर नेटवर्क है यहाँ एक और रेज़िस्टेर डिवाइडर नेटवर्क है मैं एटेन्यूएटर पॉइंट बना रहा हूं 10K 10K नहीं पहले में 101K है ऊपर वाला रेज़िस्टेर 101K है इसमें निचला रेज़िस्टेर 101 K है तो यह थोड़ा अधिक मान होगा और यह 0 की तुलना में थोड़ा कम मान होगा क्योंकि यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है और उच्च और निम्न मान मैं इस त्रिकोण में जोड़ने जा रहा हूं इसलिए एक योजक में मैं इस त्रिकोण को ले जाऊंगा और इसे इस ऑफसेट में जोड़ दूंगा मुझे एक त्रिकोण मिलेगा यह नीला है फिर एक दूसरे योजक के लिए मैं अन्य ऑफसेट जोड़ूंगा और मुझे निचला त्रिकोण मिलेगा इसलिए इन दोनों त्रिकोणों के बीच थोड़ा सा ऑफसेट होगा और यही हम तुलना के लिए उपयोग करना चाहते हैं इसलिए उसके बाद मैं मैं कंपैरेटर के सेट का उपयोग करता हूं हमें प्रत्येक आर्म के लिए दो कंपैरेटर्स की आवश्यकता है तो आर्म 1 आर्म 2 आर्म 3 इस तरह से तो a फेज़ b फेज़ और c फेज़ के लिए तो हमारे पास शीर्ष स्विच और नीचे का स्विच है तो एक के लिए आप तुलना करेंगे आप त्रिकोण ऊपर का उपयोग करेंगे और दूसरे के लिए आप त्रिकोण कम का उपयोग करेंगे त्रिकोण ऊपर त्रिकोण कम त्रिकोण ऊपर त्रिकोण कम जैसे मैंने चर्चा की है तो हिस्टैरिसीस के साथ आपको आउटपुट में PWM मिलेगा जो आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे के लिए देंगे तो यह बुनियादी काम है अब एक सामान्य PWM में यह ठीक है साइनुसॉइडल PWM यह ठीक है लेकिन स्पेस वेक्टर PWM में एक तीसरे हार्मोनिक को डाला जाता है अब एक तीसरे हार्मोनिक को क्यों डाला गया है इस पर विचार करें एक समय रेखा और सिग्नल मेरे पास यह समय रेखा है अब मेरे पास ये चरम सीमाएं हैं यह 100 मॉड्यूलेशन है ये दो सीमाएं 100 का संकेत दे रही हैं एक साइन बस इस लाइन को छूने से आपको 100 मॉड्यूलेशन मिलेगा अब हम कहते हैं मेरे पास एक साइन है यह 100 से अधिक पर शूटिंग कर रहा है और क्या मैं इसे मॉड्यूलेट कर सकता हूं आप देखेंगे कि एक बार जब यह 100 मॉड्यूलेशन तक पहुंच गया तो यह अब नहीं है यह ओवर मॉडुलेशन में चला जाता है यह अब रैखिक और उचित तरीके से नहीं है PWM प्राप्त नहीं किया जाएगा अब हम क्या कर सकते हैं अब हम कहते हैं मेरे पास यह तीसरा हार्मोनिक है यह तीसरा हार्मोनिक है ट्रिप्लन है और मैं इसका उपयोग करूंगा मैं इसे इससे घटाऊंगा इसलिए यदि तीन फेज़ प्रणाली में एक ट्रिप्लन डाला जाता है तो यह प्रभावित नहीं होने वाला है क्योंकि यह एक घूर्णन फेज़र प्रदान नहीं करता है और इसलिए जब मैं इसे घटाता हूं तो आप देखेंगे कि शीर्ष भाग इसके कारण नीचे जाता है घटाया जाता है तो आप देखेंगे कि वेवशेप कुछ ऐसा आकार लेती है तो आप देखेंगे कि यह सिर्फ 100 मॉड्यूलेशन के भीतर है अब इस ट्रिपल से प्रतिपूर्ण की गई लाल वेवशेप को अगर मैं एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के रूप में उपयोग करता हूं तो इसमें एक मौलिक शामिल है जो 100 से अधिक है और इसलिए यदि मैं ट्रिप्लन डालता हूं तो मैं इस 100 से अधिक मॉड्यूलेशन संभावना को प्राप्त करने में सक्षम हूं तो स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन में हम इस तकनीक का उपयोग करके और अधिक मौलिक रूप को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और सामान्य साइनुसॉइडल आपको लगभग 100 देगा और जहां स्पेस वेक्टर PWM के रूप में इस वजह से 114 तक दे सकता है तो यह अतिरिक्त लाभ है जो आपको मिल सकता है इसलिए तीसरा हार्मोनिक जोड़ा जाता है तो हमारे स्कीमैटिक पर वापस आते है सर्किट का यह भाग बताता है कि तीसरे हार्मोनिक घटक को कैसे जोड़ा जाए तो यहाँ कैरियर यह त्रिकोणीय उत्पादक है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल va vb vc यहाँ से आ रहा है अब एक इनपुट रेफरेन्स वेवशेप में उस ट्रिप्लन तीसरे हार्मोनिक को जोड़ सकते है और फिर इसे मॉड्यूलेट करने के लिए उपयोग कर सकते है या आप कैरियर में सुधार को जोड़ सकते हैं और फिर इनपुट रेफरेंस वेव शेप में कोई सुधार नहीं जोड़ सकते एकल बिंदु पर सुधार को जोड़ना आसान है इसके बजाय हर तीन सभी फेज़ेस में सुधार जोड़ने के बजाय आप इसे जोड़ सकते हैं सुधार को केवल कैरियर में जोड़ सकते हैं और फिर समान प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं इसे हम ऑक्टेव में जाकर समझते हैं मेरे पास svpwmm की छोटी स्क्रिप्ट है तो यहां मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि तीसरे हार्मोनिक ट्रिप्लन को मूल में डालने के क्या प्रभाव है और आपको क्या फायदे हैं तीसरे हार्मोनिक की वजह से SVPWM में क्या लाभ हुआ है उस में देखें डिस्क्रीट मामले में ऑफसेट के कारण हमने tmin T02 को शामिल किया था T0 T0 उसी के अनुरूप शून्य स्पेस वेक्टर समय है और यह दोनों तरफ T02 और T02 बराबर नहीं है जैसे जैसे एनवलप बदल रहा है वे बदल रहे हैं तो स्वचालित रूप से तीसरा हार्मोनिक चित्र में आ जाता है और उसके कारण आपको नियमित साइनुसॉइडल PWM की तुलना में 14 अधिक मौलिक लाभ मिलता है तो यहाँ स्क्रिप्ट में मेरे पास पहला पॉइंट है तीन वेक्टर va vb vc जो कि sin 2 π50 × t t 2π3 t 4π3 तो हमारे पास तीन साइन वेव हैं तो मुझे इसे संचालित करने दे svpwm इसलिए मैं पहली बार इन तीन साइन वेव को बनाता करता हूं यह वह है जिसे मैं पहले बना रहा हूं अब इस वेव शेप पर विचार करें va vb vc का अधकतम हिस्सा यह एनवलप होगा यह शीर्ष एनवलप यहाँ और va vb vc का न्यूनतम नीचे का एनवलप होगा तो आप शीर्ष एनवलप को अलग से लेते हैं नीचे के एनवलप को अलग लेते हैं और फिर उन दोनों के औसत को लेते हैं नीचे के एनवलप में नेगेटिव मान होते हैं ऊपर के एनवलप में पॉजिटिव मान होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मान का जोड़ बटे 2 से यह वेवशेप होगी अब यह वेवशेप वास्तव में तीसरा हार्मोनिक है आप देखते हैं कि तीन चोटियां हैं हमारे पास एक चक्र हो सकता है इसलिए यह ट्रिप्लन है इसलिए मेरे पास यह ट्रिप्लन है अब मुझे इस ट्रिप्लन से क्या करना है हम कहते हैं मेरे पास मौलिक है यह मौलिक माइनस यह ट्रिप्लन है देखें कि तीसरा हार्मोनिक घूमने वाले स्पेस वेक्टर में योगदान नहीं देगा क्योंकि आपके पास यह 2π3 4π3 है यदि आप तीन बार करते हैं तो यह 2π हो जाएगा और इसलिए इसका कोई योगदान नहीं है कोई फेज़ अंतर नहीं है और घूर्णन स्पेस वेक्टर में योगदान नहीं है तो आप सुरक्षित रूप से ट्रिप्लन हार्मोनिक जोड़ सकते हैं तो इस मौलिक में मैं इस ट्रिप्लन को घटाता हूं तो क्या होता है इसलिए अगर मैं घटाता हूं तो आप देखते हैं कि प्रत्येक मूल वेव से मौलिक से मैं ट्रिप्लन को घटाता हूं आप देखते हैं यह कुछ इस प्रकार हो जाता है शीर्ष को समतल किया जाता है और फिर आप देखते हैं कि हम कहते हैं कि माड्यूलेशन स्तर नीचे आ गया है तो एक इकाई के एक मौलिक के लिए मॉड्यूलेटिंग वेव जिसमें ट्रिप्लन डाला गया है उस वेव के साथ आवश्यक माड्यूलेशन बहुत कम है मान लीजिए 086 है अब यदि यह मॉड्यूलेटिंग अनुपात 100 तक पहुंच गया था तो जो मौलिक आपने बहुत अधिक प्राप्त किया होगा 14 अधिक आपको 114 मौलिक मिला है तो यह अतिरिक्त लाभ है कि जो आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में ट्रिप्लन डालने से और फिर PWM करने से मिलेगा तो यही कारण है कि SVPWM या स्पेस वेक्टर PWM में वह अतिरिक्त लाभ है अब मैं इस ट्रिप्लन को इस तरह से डाल सकता हूं जैसा कि मैंने किया है तो मैंने सभी पॉजिटिव एनवलप की गणना की है किसी भी क्षण पर अधिकतम va vb vc ले कर और नीचे के एनवलप t नेगेटिव की गणना मैंने न्यूनतम va vb vc वेक्टर की गणना से की है अब ट्रिप्लन जिन्हें मैंने जोड़ा था इन दोनों के औसत को लें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बटे 2 और वह ट्रिप्लन वेव शेप है जो हमने यहां देखी थी यह ट्रिप्लन वेव शेप है इसे मैं मूल साइनुसॉइडल मॉड्यूलेटिंग वेव शेप से घटाता हूं मैं क्या करता हूं va जिसमे ट्रिप्लन डाला गया है va3 होगा वह va माइनस ट्रिप्लन है vb माइनस ट्रिप्लन vb3 है इसी तरह से vc माइनस ट्रिप्लन vc3 है तो अब va3 vb3 vc3 में ट्रिप्लन शामिल हैं और फिर यदि आप इसे प्लॉट करते हैं तो ट्रिप्लन वेव आकृतियाँ आपको कुछ इस तरह मिलती हैं इसलिए यदि मैं इसे अकेले प्लॉट करता हूं तो आप देखेंगे प्लॉट t va3 t vb ट्रिप्लन t vc3 तो आप वेव आकृतियों को कुछ इस तरह देखेंगे जिसमें ऊपर चपटा हुआ है जो मॉड्यूलेशन के लिए अतिरिक्त लाभ देता है अब कोई जोड़ सकता है घटा सकता है मूल साइनुसॉइडल मॉड्युलेटिंग सिग्नल से ट्रिप्लन को घटा सकता है या एक त्रिकोणीय कैरियर में ट्रिप्लन को जोड़ सकता है इसलिए एनालॉग परिपालन में हमने ट्रिप्लन को त्रिकोणीय कैरियर में जोड़ दिया है यदि आप इस स्कीमैटिक पर वापस आते हैं और यदि मैं ट्रिप्लन सुधार भाग को ज़ूम करता हूं तो आप देखेंगे कि वास्तव में यह भाग एक योजक है तो यह क्या कर रहा है अब वे डायोड है और इनपुट रेफरेंसेस हैं तीन इनपुट रेफरेंस वेवफॉर्म हैं और यह ऊपर का एनवलप निकालेगा और यह सर्किट नीचे का एनवलप निकालेगा तो यह माइनस यह है तो यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है इसलिए मैं यहां उस त्रिकोण के साथ जोड़ सकता हूं फिर मैं इसे स्केल करूंगा इसे उलटा करूंगा तो यह पॉइंट सुधारा हुआ ट्रिप्लन होगा वास्तव में यही वह है जो मैंने वास्तव में ऑफसेट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया है तो यह वास्तव में ऑफसेट को थोड़ा अधिक स्थानांतरित करने पर त्रिकोण बन जाएगा एक और त्रिकोण आप प्राप्त करते हैं आप ऑफसेट कम को स्थानांतरित करके त्रिकोण को कम करते हैं लेकिन मैं जिस इनपुट का उपयोग कर रहा हूं वह ट्रिप्लन द्वारा सही किया गया त्रिकोण है तो इस त्रिभुज का उपयोग ट्रिप्लन द्वारा सही किया गया त्रिकोण प्राप्त करने के लिए किया जाता है और ट्रिप्लन द्वारा सही किया गया त्रिकोण का उपयोग दो त्रिभुज एक ऊपर और एक नीचे बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग ऑप एम्प्स के साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है और फिर आपको PWM प्राप्त होता है अब हम कह सकते हैं इसे अनुकरण करने की कोशिश करें और विभिन्न पॉइंट्स पर वेवफॉर्म्स को देखें निरीक्षण करें कि पहले की तरह मेरे पास यहाँ edt01sub है जो विभिन्न मॉडलों से जोड़ता है ऑप एम्प् मॉडल भी उसी के भीतर है अब हम टर्मिनल पर जाते हैं और मैं स्कीमैटिक फ़ाइल से svpwmnet फ़ाइल प्राप्त करने के लिए gnetlist का उपयोग करूंगा इसलिए अब मेरे पास नेटलिस्ट उपलब्ध है svpwmcir फ़ाइल महत्वपूर्ण है तो मैं क्षणिक विश्लेषण कर रहा हूं यह इस svpwmnet फ़ाइल जो अभी अभी उत्पन्न हुई है को शामिल कर रहा है और फिर मेरे पास हमेशा की तरह कुछ नियंत्रण उक्ति हैं और मैं पृष्ठभूमि के रंग को सफेद और अग्रभूमि रंग को काले रंग में सेट कर रहा हूं और फिर परिवेश में जाने के बाद रन एक्शन शुरू करूंगा तो मैं यह करूंगा मैं इसे बंद कर दूंगा और फिर टर्मिनल्स पर जाऊंगा ngspice svpwmcir तो यह अंदर जाएगा और svpwm सर्किट को संचालित करेगा पूरे सर्किट का अनुकरण किया जाएगा अब हम प्लॉट करते हैं आप क्या देखना चाहते हैं अब देखते हैं कि यह त्रिभुज उत्पन्न होता है या नहीं वहाँ एक n है एक नोड है मेरे पास एक ntri और ntri3 है यह ट्रिप्लन क्षति पूरक है और यह मूल त्रिकोण है तो आइए हम वहां जाएं और ntri और ntri3 तीसरे हार्मोनिक के साथ ट्रिप्लन को प्लॉट करें इसलिए अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूं तो आपको देखना चाहिए मुझे बहुत छोटा हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि यह कैरियर है तो आप देखते हैं कि वह वाला स्थिर है लाल वाला स्थिर है यह हमारा मूल त्रिकोण है और नीले वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिसकी प्रतिपूर्ति ट्रिप्लन द्वारा की गई है मुझे उसे छोड़ने दे आइए अब a आर्म देखते हैं na और na बार में देखें इन दोनों में हम डेड समय का प्रभाव देख सकते हैं तो हम ngspice वातावरण में जा सकते हैं और प्लॉट कर सकते हैं और बहुत छोटे हिस्से को देख सकते हैं और उसका विस्तार करते हैं तो आप पहले से ही देख सकते हैं कि निश्चित रूप से ये प्रदर्शन समय हैं अगर मैं कर सकता हूं अगर मैं प्रदर्शन पॉइंट्स की संख्या बढ़ाता हूं तो आपको बहुत स्पष्ट वेवफॉर्म्स मिलेंगी प्रभावी रूप से समय का एक हिस्सा होता है जहां कोई अतिव्यापन नहीं होता है और यह हमारे त्रिभुजों के स्थानांतरण के कारण होता है जो कि छोटे ऑफसेट दे रहे हैं दो त्रिकोण एक ऊपर और एक नीचे मैंने यहां फिल्टर्स को शामिल किया है एक इस nA से आउटपुट ले रहा है और अन्य nAb से लिया गया है इसे सरल RC फ़िल्टर के माध्यम से पारित किया है बस एक नज़र रखनी है कि वहां किस तरह की वेवफॉर्म है मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म क्या है हमने ट्रिप्लन को समाविष्ट किया है क्या इस वेवफॉर्म में भी ट्रिप्लन हार्मोनिक है फिर मैंने इसे संचालित किया है तो मैं आपको इस प्लॉट को दिखाना चाहूंगा यह देखिएगा कि यह nlA है और यह nlAb है इसलिए मैं उसको घटाऊंगा और nlA माइनस nlAb को ले लूंगा तो आप देखते हैं कि यह ट्रिप्लन भाग समतल टॉपिंग प्रभाव से युक्त है इसलिए मौलिक निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा और ट्रिप्लन की शुरुआत के कारण यह समतल टॉपिंग है और डायोड के कारण जिसे हमने समाविष्ट किया है कुछ गैर प्रभाव हैं जो इसमें आये हैं प्राप्त हुए हैं लेकिन व्यवहार में ये चीजें घटकों के गैर आदर्शों के कारण गैर रेखीय प्रभाव के कारण होंगी तो इस तरह से ऑप एम्प्स का उपयोग करके एनालॉग डोमेन में भी svpwm को पूरा किया जा सकता है मैं इस स्कीमैटिक को आपके साथ साझा करूंगा आप इस पर काम कर सकते हैं और फिर svpwm के साथ अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं